अब तक हम मुक्त कंपन के बारे में सीखते रहे हैं जब संरचना पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है संरचना को प्रारंभिक अशांति दी जाती है और इसे स्वतंत्र रूप से कंपन करने की अनुमति दी जाती है हमने फ्री वाइब्रेशन के तहत डैम्प्ड और अनडैम्ड सिस्टम के बारे में सीखा है तो अनडैम्पड प्रणालियों में कंपन समय के साथ क्षय नहीं होता है लेकिन डैम्प्ड प्रणालियों में मुक्त कंपन समय के साथ क्षय हो जाते हैं अब आगे हम बलात कंपन के बारे में सीखेंगे यानी कुछ अलग अलग समय के लिए अलग अलग बल सिस्टम पर काम कर रहे होंगे और सिस्टम इस अलग अलग समय के अलग अलग बल के प्रभाव में कंपन करेगा संरचना की प्रारंभिक स्थितियों के कारण कुछ प्रभाव भी पड़ेगा जबरन कंपन की पहली श्रेणी जिसकी हम यहां हार्मोनिक कंपन चर्चा कर रहे हैं जो तब होता है जब हार्मोनिक बल संरचना पर कार्य कर रहा होता है जब एक घूमने वाली मशीनरी को संरचना पर रखा जाता है तो यह संरचना पर एक हार्मोनिक बल प्रदान करती है और किसी भी आवधिक बल को हार्मोनिक बलों के योग के रूप में भी दर्शाया जा सकता है इसलिए हार्मोनिक बलों के तहत संरचनाओं के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है आइए अब हम हार्मोनिक कंपन के विवरण पर गौर करें यह जबरन कंपन के तहत एक संरचना की गति का समीकरण है इसलिए हमारे पास तंत्र पर कार्य करने वाला कुछ समय परिवर्ती बल है तो हार्मोनिक कंपन में एक हार्मोनिक बल प्रणाली पर कार्य कर रहा है और उस बल को कुछ आयाम के साथ sin या कोसाइन फ़ंक्शन के रूप में दर्शाया जा सकता है इसका मत सिस्टम पर कार्य करने वाला बल साइन या कोसाइन फ़ंक्शन के रूप में परिवर्ती होगा और बल का अधिकतम मूल्य जिसे बल का आयाम कहा जाता है इस मामले में पी नॉट पी0 है तो यहाँ बल का आयाम है और यह इस प्रकार बदलता है और इस बल की अवधि की गणना 2 पाई बटा ओमेगा के रूप में की जा सकती है जहां ओमेगा इस बल की आवृत्ति है यह वह आवृत्ति है जिसके द्वारा यह बल भिन्न होगा इसलिए इसे बल आवृत्ति कहा जाता है और इस अवधि को हम बल अवधि कह सकते हैं इसलिए मुक्त कंपन में हमने शुरू में अनडम्प्ड प्रणालियों के बारे में सीखा और फिर हम अवमंदित प्रणाली की ओर बढ़ गए तो यहाँ हार्मोनिक स्पंदनों में भी पहले हम अनडम्प्ड सिस्टम के बारे में सीखेंगे तो वह तब होता है जब एक प्रणाली में अवमंदन नगण्य होता है इसलिए जैसा कि हमने पहले देखा है एक अनडम्प्ड सिस्टम के घटक यह द्रव्यमान और कठोरता है इस व्यवस्था में कोई अवमंदन नहीं है तो अब एक बल p nnaut sin omega tp0sinωt इस तंत्र पर कार्य करेगा तो अब लिखते हैं यह गति का समीकरण है अतः इस निकाय की गति के समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है m x डबल डॉट वह द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान का त्वरण प्लस सिस्टम की कठोरता गुणा विस्थापन x है और यह सिस्टम पर कार्य करने वाले बल p n nott sin omega tp0sinωt के बराबर होगा और यहाँ भी सिस्टम के लिए कुछ प्रारंभिक विस्थापन और वेग होगा तो ये प्रारंभिक स्थितियां हमें ज्ञात हैं अब हम इस अनडम्प्ड प्रणाली की प्रतिक्रिया इस अवकल समीकरण को हल करके पा सकते हैं अतः हम जानते हैं कि यह समीकरण एक असमघात समीकरण है क्योंकि दाहिनी ओर शून्य नहीं है और यह अचर गुणांकों वाला द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है तो कलन सिद्धांत से हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं और इस प्रकार के समीकरणों के हल के दो भाग होंगे एक पूरक समाधान है और दूसरा एक विशेष समाधान है तो पूरक समाधान सजातीय समीकरण के समाधान के बराबर होगा इसका मतलब है mx डबल डॉट प्लस kx का समाधान 0 के बराबर है जो मुक्त कंपन समाधान के बराबर है तो मुक्त कंपन समाधान पूरक समाधान होगा और विशेष समाधान इस बल घटक के लिए है तो अब देखते हैं कि गति के इस समीकरण को कैसे हल किया जाए तो पहले हम विशेष समाधान देखेंगे इसलिए एक विशेष समाधान प्राप्त करने के लिए पहले हम मानेंगे कि विशेष समाधान C sin ओमेगा tCsinωt के रूप का है इसलिए यदि आप इस विशेष समाधान को हमारे गति के समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो इसे समानता को संतुष्ट करना चाहिए इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यह समानता को संतुष्ट करेगा इसलिए हम इसे एक विशेष समाधान के रूप में चुन सकते हैं अब हमें पूर्ण विशेष हल प्राप्त करने के लिए C का मान ज्ञात करना होगा इसलिए ऐसा करने के लिए हम गति के इस समीकरण में इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो सबसे पहले हमें एक्सलरेशन x डबल डॉट पी का पता लगाना होगा तो हम इसे दो बार अवकल कर सकते हैं और त्वरण का पता लगा सकते हैं जो ऋण ओमेगा वर्ग C sin ओमेगा टी सीसिन ωt होगा अब हम इन दो शब्दों को गति के समीकरण में स्थानापन्न कर सकते हैं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो गति का समीकरण यह बन जाएगा तो अब मुक्त कंपन में हमने सीखा है कि प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति द्रव्यमान द्वारा विभाजित कठोरता के वर्गमूल के बराबर होती है इसलिए हम इस संबंध को इस समीकरण में स्थानापन्न कर सकते हैं और वह यह बन जाएगा इसलिए आप इस समीकरण को k से विभाजित कर सकते हैं तो दाहिने हाथ की ओर p शून्य बटा k यह शब्द 1 हो जाएगा और यह ओमेगा n वर्ग से विभाजित ओमेगा वर्ग बन जाएगा तो यह समीकरण इस रूप को ले लेगा और हम आसानी से इस समीकरण से C के मूल्य की गणना कर सकते हैं C पी शून्य बटा k को इस मूल्य से विभाजित होगा तो अब हम विशेष समाधान को इस रूप में जानते हैं विशेष समाधान p शून्य बटा k गुणा 1 बटा 1 माइनस फ़्रीक्वेंसी रेशियो वर्ग गुणा sin ओमेगा tsinωt के बराबर है तो अब हम विशेष समाधान जानते हैं और यदि आप इस विशेष समाधान को देखें जब ओमेगाω ओमेगा एनωn के बराबर हो जाता है वह यह है कि जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी सिस्टम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो यह विशेष समाधान गैर वैध होता है हमारा भाजक 1 घटा 1 बराबर 0 होगा तो यह परिभाषित नहीं है कि ओमेगा बराबर ओमेगाn है इसलिए हमें एक और समाधान खोजना होगा उस स्थिति के लिए जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर हो हम बाद में करेंगे अब हम इस समीकरण के पूरक हल पर विचार करेंगे तो फिर से हमारे पास वही अवकल समीकरण है अब हम पूरक समाधान देखेंगे जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की है पूरक हल समांगी समीकरण के हल के बराबर होता है यह तब है जब यह 0 है मुक्त कंपन स्थिति के समान तो मुक्त कंपन में अनडम्प्ड मुक्त कंपन में हमने देखा है कि अनडम्प्ड मुक्त कंपन का समाधान इस रूप में है A cos ओमेगा n tAcosωn जमा B sin ओमेगा n tBsinωn जहां ओमेगा nωn है प्राकृतिक आवृत्ति अत यहाँ भी पूरक हल इसके तुल्य होगा अतः इस अवकल समीकरण के हल को पूरक हल और विशेष हल के योग के रूप में लिखा जा सकता है तो हमारे पास A कॉस ओमेगा nt प्लस बी sin ओमेगा nt प्लस वह विशेष समाधान है जिसे हमने पिछली स्लाइड में प्राप्त किया है p नॉट बाय k गुणा 1 बटा 1 माइनस फ्रीक्वेंसी रेशियो वर्ग साइन ओमेगा t तो अब हम प्रारंभिक शर्तों प्रारंभिक विस्थापन और प्रारंभिक वेग का उपयोग करके स्थिरांक A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं यह वही है जो हमने मुक्त कंपन के दौरान किया है इसलिए हम इस समीकरण में प्रारंभिक विस्थापन के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और हम इस समीकरण को अवकल कर सकते हैं और प्रारंभिक वेग के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और उन दो समीकरणों को हल कर सकते हैं और A और B की गणना कर सकते हैं इसलिए हम A का मान प्राप्त करेंगे क्योंकि x 0 ही प्रारंभिक वेग है B का मान इसके बराबर होगा तो यह प्रारंभिक वेग प्राकृतिक आवृत्ति बल आवृत्ति और बल आयाम पर निर्भर करेगा यह विशेष समाधान है तो अब यह हमारे अवकल समीकरण का कुल समाधान है यह आपको बल कंपन इस हार्मोनिक कंपन की विस्थापन प्रतिक्रिया देगा अब इस उपाय को थोड़ा विस्तार से देखते हैं यदि हम समाधान के पहले दो पदों को देखें तो वे सिस्टम की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हैं और यह सिस्टम की प्रारंभिक स्थितियों पर भी निर्भर करेगा और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का भी सॉल्यूशन के इस हिस्से में कुछ प्रभाव होगा और अब से हम अडम्प्ड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं समाधान का यह हिस्सा क्षय नहीं करता है लेकिन नम प्रणालियों के लिए समाधान का यह हिस्सा समय के साथ क्षय हो जाएगा तो समाधान के इस भाग को क्षणिक प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है कि कुछ ऐसा जो समय के साथ बदलता या घटता है और जैसा कि हमने अभी चर्चा की है इस गति की आवृत्ति निकाय की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होगी और अब हमारे पास विशेष समाधान है जिसकी आवृत्ति बल आवृत्ति के बराबर है और यह भाग प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा और समाधान के इस भाग को स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह तब तक मौजूद रहेगा जब तक बल मौजूद है और यह समय के साथ क्षय नहीं होता है तो यह एक स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया है तो अब यदि प्रारंभिक स्थितियाँ 0 हैं तो प्रतिक्रिया भी अशून्य होगी यह मुक्त कंपन के विपरीत है मुक्त कंपन में जब प्रारंभिक स्थितियाँ 0 होती हैं कोई गति नहीं थी कोई कंपन नहीं था तो लेकिन बल के प्रभाव के कारण मजबूर कंपन में प्रारंभिक स्थिति 0 होने पर भी कंपन जारी रहेगा 0 प्रारंभिक स्थितियों के लिए हमारे पास इस तरह की प्रतिक्रिया होगी हमारे पास समाधान की यह और यह पद होगी तो हमारे पास अभी भी संरचना में कुछ कंपन होगा आइए अब हम सिस्टम की प्रतिक्रिया को रेखांकन के रूप में देखें इसलिए यदि आप क्षणिक प्रतिक्रिया की रेखांकन करते हैं तो यह अनडम्प्ड प्रणालियों के लिए ऐसा दिखाई देगा इस प्रतिक्रिया की आवृत्ति प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होगी और क्षणिक प्रतिक्रिया के प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक स्थितियों पर भी निर्भर करेंगे तो क्षणिक प्रतिक्रिया इस तरह दिखेगी जैसे साइन या कोसाइन आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर बदलती है अब हम स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया को देखते हैं स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया इस तरह बदलती होगी आयाम बल आयाम के आधार पर होगा और वह मान इसके बराबर होगा और इस स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया की आवृत्ति बल आवृत्ति के बराबर होगी तो यह अवधि बल अवधि के बराबर होगी अब कुल प्रतिक्रिया इन दोनों क्षणिक और स्थिर अवस्था प्रतिक्रियाओं का योग होगी तो अब देखते हैं कि कुल प्रतिक्रिया कैसी दिखती है यह नीली रेखा नीला प्लॉट कुल प्रतिक्रिया है तो और बिंदीदार रेखा स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया के समान है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कुल प्रतिक्रिया में दो आवृत्ति घटक होंगे यह इस आलेख में देखा गया है इस कुल प्रतिक्रिया की अवधि बल अवधि के बराबर होगी इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया t के बराबर समय के बाद खुद को दोहराएगी जो कि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी की अवधि है और इस प्रतिक्रिया की लगातार चोटियों या लगातार स्थानीय मैक्सिमा Tn के एक समय के अंतर पर होगी जो कि सिस्टम की प्राकृतिक अवधि है तो हम इस आलेख से देख सकते हैं कि कुल प्रतिक्रिया इन दो घटकों का योग है अब हम स्थिर अवस्था की प्रतिक्रिया को थोड़ा विस्तार से देखेंगे क्षणिक प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद भी स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया मौजूद रहेगी तो स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया यह है जैसा कि हमने पहले देखा है स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया का आयाम p नॉट बटा k गुणा 1 बटा 1 ऋण आवृत्ति अनुपात वर्ग के बराबर है इसलिए यदि आप इसे देखें तो यह शब्द p नॉट बटा k स्थिर प्रतिक्रिया के बराबर है इसका मतलब है अगर सिस्टम पर काम करने वाला हमारा बल एक स्थिर बल था पी नॉट पी 0 कहें सिस्टम की प्रतिक्रिया p नॉट बटा k होगी वह p नॉट बटा k है जो उस सिस्टम का स्थैतिक विक्षेपण होगा तो अब चूंकि हमारा बल गतिशील है यह एक हार्मोनिक बल है यह sin ओमेगा टी द्वारा गुणा किए गए p नॉट के बराबर है उस स्थिति में हमारे पास एक प्रतिक्रिया होती है जिसमें एक आयाम p नॉट बटा k होता है जिसे किसी अन्य कारक से गुणा किया जाता है इसलिए यदि यह कारक 1 से अधिक है तो हमारी गतिशील प्रतिक्रिया का आयाम स्थिर प्रतिक्रिया से अधिक होगा और यदि यह कारक 1 से कम है तो हमारे पास एक गतिशील प्रतिक्रिया होगी जिसका आयाम स्थिर प्रतिक्रिया से भी कम होगा अब देखते हैं कि कैसे यह कारक बल आवृत्ति के मान के साथ बदलता रहता है तो इस वक्र का x अक्ष यह प्लॉट आवृत्ति अनुपात दिखाता है प्राकृतिक आवृत्ति द्वारा विभाजित बल आवृत्ति y अक्ष कारक 1 बटा 1 ऋण आवृत्ति अनुपात वर्ग दिखाता है तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं जब बल आवृत्ति 0 के करीब है अनुपात भी 0 के करीब है और जब इस कारक का मान 1 के करीब होगा यानी यह शब्द लुप्त हो रहा है तो तब स्थिर अवस्था का आयाम सिस्टम की स्थिर प्रतिक्रिया के बराबर होगा इसलिए जैसे जैसे आवृत्ति अनुपात बढ़ता है इस कारक का मान भी बढ़ता जाता है और जब आवृत्ति अनुपात 1 के करीब होता है तो यह उच्च दर से बढ़ रहा है इसलिए इसका मतलब है जब आवृत्ति अनुपात 1 के करीब होता है तो स्थिर स्थिति का आयाम स्थिर प्रतिक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होगा चूंकि यह कारक बहुत अधिक है जब यह अनुपात 1 के करीब होने के करीब होता है तो क्या होता है जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति से अधिक होती है इसलिए जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति से अधिक होती है तो यह पद 1 से अधिक हो जाएगा इसलिए यह कारक ऋणात्मक हो जाएगा तो जब यह कारक नकारात्मक हो जाता है तो इसका मतलब है कि स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया और कार्य करने वाला बल विपरीत दिशा में होगा यदि बल एक दिशा में कार्य कर रहा है तो अनुक्रिया दूसरी दिशा में होगी ऐसा तब होता है जब यह कारक ऋणात्मक होता है अब जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति से अधिक है यानी जब आवृत्ति अनुपात 1 से थोड़ा अधिक होता है तो हमारे पास इस कारक के लिए उच्च आयाम होगा तो स्थिर स्थिति का आयाम स्थिर प्रतिक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होगा लेकिन प्रतिक्रिया बल अभिनय के विपरीत दिशा में होगी और जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 से बहुत अधिक हो जाता है तो यह फैक्टर कम हो जाएगा और यह 0 के बहुत करीब हो जाएगा तो इसका मतलब है जब यह आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत अधिक है स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया का आयाम 0 के करीब होगा यह स्थिर प्रतिक्रिया से बहुत कम होगा यह कारक ऋण 1 के बराबर होगा जब आवृत्ति अनुपात रूट 2 के बराबर होता है यहाँ कहीं इसलिए जब आवृत्ति अनुपात रूट 2 से अधिक होता है तो हमारे पास स्थैतिक प्रतिक्रिया की तुलना में स्थिर स्थिति का आयाम कम होगा इसलिए जब तक आवृत्ति अनुपात मूल 2 नहीं हो जाता तब तक हमारे पास एक स्थिर स्थिति आयाम होगा जो स्थैतिक प्रतिक्रिया के बराबर या उससे अधिक है लेकिन जब आवृत्ति अनुपात मूल 2 से परे है तो हमारा गतिशील स्थिर स्थिति आयाम स्थिर प्रतिक्रिया से कम होगा अब हम इस तरह वैकल्पिक रूप में स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं p शून्य बटा k कारक R d और sin फलन ओमेगा t माइनस phiφ फाई एक चरण कोण है तो हम इस कारक R d को विरूपण प्रतिक्रिया कारक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और यह मान इस कारक का आयाम है यानी 1 को 1 घटा आवृत्ति अनुपात वर्ग के मापांक से विभाजित किया जाता है और यह चरण कोण फाई 0 के बराबर होगा जब ओमेगा ओमेगा n से कम है वह तब होता है जब बल की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति से कम होती है और इस phiφ का मान 180 के बराबर होगा जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद क्या होता है जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तो अब देखते हैं कि यह विरूपण प्रतिक्रिया कारक आवृत्ति अनुपात के साथ कैसे बदलता है तो यह कारक R d इस कारक का मात्र एक मापांक है विरूपण प्रतिक्रिया कारक R d इस तरह परिवर्तन होता है यह 1 से बहुत अधिक मान तक बढ़ जाता है जब आवृत्ति अनुपात 0 से 1 तक बढ़ जाता है जब आवृत्ति अनुपात 1 से अधिक होता है तो यह R d का मान बहुत अधिक से मान 0 के बहुत करीब घट जाता है इसलिए जब आवृत्ति अनुपात बहुत अधिक होता है तो R d का मान 0 के बहुत करीब होगा और यह आवृत्ति अनुपात के संबंध में चरण कोण phi की भिन्नता है जब आवृत्ति अनुपात 1 से कम होता है तो यह चरण कोण 0 के बराबर होता है जब यह 1 से अधिक होता है तो यह 180 डिग्री के बराबर होता है जैसा कि हमने यहां परिभाषित किया है इसलिए स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया को इस रूप में वैकल्पिक रूप से दर्शाया जा सकता है जहां R d को विरूपण प्रतिक्रिया कारक के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह विरूपण प्रतिक्रिया कारक इस बात का सूचक है कि इस मामले में बल गतिशील या हार्मोनिक होने पर स्थिर प्रतिक्रिया कितनी बढ़ जाती है या कम हो जाती है आइए अब अनुनाद की अवधारणा पर चर्चा करें जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कर रहे थे मैंने उल्लेख किया है कि हमने जो विशेष समाधान चुना है वह ओमेगा के लिए मान्य नहीं था जो ओमेगा एन ωn के बराबर है तो अब हम एक विशेष समाधान पाएंगे जो वैध है जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है इसलिए हम विशेष समाधान चुनेंगे क्योंकि C t cos ओमेगा n tCt cosωnt और C t sin omega n tCt sinωnt भी काम करेगा तो अब जैसा कि हमने पहले किया था हम इस समीकरण को गति के समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे और हम C का मान ज्ञात करेंगे इसलिए जब आप इसे गति के समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा चूंकि हम ओमेगा के बराबर ओमेगा एन के लिए हल कर रहे हैं यह ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होगा इसलिए इस समीकरण में कॉस ओमेगा एन टी शब्द एक दूसरे को रद्द कर देंगे क्योंकि एम ओमेगा एन वर्ग k के बराबर है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा तो हम sin शब्दों की बराबरी कर सकते हैं sin ओमेगा एन टी sin ωnt ओमेगा टी ωn के बराबर है तो हम C का मान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं माइनस p नॉट ओमेगा n बटा 2 k तो ओमेगा के लिए गति के इस समीकरण का कुल समाधान ओमेगा n टी के बराबर है तो यह समीकरण का क्षणिक हिस्सा है और यह समीकरण का स्थिर अवस्था वाला हिस्सा है इसलिए जैसा कि हमने पहले किया था हम प्रारंभिक शर्तों का उपयोग करके A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं इसलिए यदि आप ए और बी का मान पाते हैं तो यह होगा कि A x शून्य एक्स0 बराबर होगा और B प्राकृतिक आवृत्ति से विभाजित प्रारंभिक वेग प्लस पी शून्य बटा 2 k के बराबर होगा तो यह क्षणिक हिस्सा है और यह स्थिर अवस्था वाला हिस्सा है जैसा कि आप देख सकते हैं स्थिर अवस्था वाले भाग में एक पद t है इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा स्थिर अवस्था का आयाम भी बढ़ेगा तो कंपन शुरू होने के कुछ समय बाद स्थिर अवस्था वाला हिस्सा प्रमुख कंपन होगा इस क्षणिक कंपन का प्रभाव कुछ समय बाद नगण्य होगा और कंपन स्थिर अवस्था कंपन के बराबर होगा तो कुल प्रतिक्रिया इस तरह दिखेगी तो यह प्रतिक्रिया शून्य प्रारंभिक स्थितियों के लिए है इसका मतलब है कि ये दो पद 0 होंगे और इस पद का प्रभाव जल्द ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि समय के साथ स्थिर स्थिति की प्रतिक्रिया बढ़ रही है तो यह स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया है और जैसा कि आप इस पद में देख सकते हैं यह आयाम समय के साथ बढ़ता है लेकिन प्रत्येक चक्र आयाम बढ़ रहा है तो इस गति की आवृत्ति प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर है और दो चोटियों के बीच का समय प्राकृतिक अवधि के बराबर होगा तो एक चक्र में इस कुल प्रतिक्रिया का आयाम pi p0 बटा k तक बढ़ जाएगा इसलिए यदि आप ओमेगा nt प्लस Tn प्राकृतिक अवधि को प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको एक आयाम मिलेगा जो पहले आयाम से इतना अधिक है इसलिए प्रत्येक चक्र में आयाम में p शून्य बटा kसे वृद्धि होती है तो और चूँकि यह एक अनडम्प्ड प्रणाली है यह कंपन बिना किसी क्षय के समय के साथ जारी रहेगा इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा प्रतिक्रिया का मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा इसका मतलब है प्रतिक्रिया असीमित है इस मामले में जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है और इस स्थिति को अनुनाद के रूप में जाना जाता है तो अनुनाद पर अनडम्प्ड प्रणालियों के लिए प्रतिक्रिया असीम रूप से बढ़ती है और ऐसा तब होता है जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है आइए अब देखते हैं कि प्रारंभिक स्थितियाँ गैर शून्य होने पर प्रतिक्रिया क्या होती है तो अगर आप इस कंपन के शुरुआती भाग में देखते हैं तो यह प्रतिक्रिया नहीं बढ़ रही है जैसा कि समय अधिक होने पर बढ़ता है यह प्रारंभिक स्थितियों के प्रभाव के कारण होता है और समय बढ़ने के साथ प्रारंभिक स्थितियों का यह प्रभाव खत्म हो जाएगा इसलिए जब समय बढ़ता है स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया बहुत प्रमुख हो जाएगी और कुछ समय बाद यह असीमित रूप से बढ़ जाती है तो प्रत्येक चक्र पर प्रतिक्रियाएं इसी तरह बढ़ती रहेंगी